छात्रों आपका स्वागत है हम क्रेडिट करने के लिए होती है तो उस स्थिति में वह बैंक से ऋण लेना चाहता है और फिर विक्रेता को सीधे भुगतान करेगा तो इसका मतलब है कि वह उस अवधि के लिए उधार लेना चाहेगा जहाँ अधिक ऋण प्राप्त करने की सीमांत लागत अवसर लागत के बराबर है यदि बैंक से उसकी उधार लेने की लागत का अवसर विक्रेता से उधार लेने की लागत से कम है तो उस स्थिति में उसके लिए उस क्रेडिट या विक्रय लागत या हो सकता है कि विक्रेता से खरीदार को जो ब्याज वसूला जा रहा है वह बैंकों से उधार लेने की लागत के बराबर हो उस मामले में यह खरीदार के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है क्योंकि क्या वह बैंक से पैसा उधार लेता है और विक्रेता को नकद में भुगतान करता है या क्या वह विक्रेता से क्रेडिट पर खरीदार अधिक सहज होंगे क्योंकि उसे बैंक से उधार लेते समय किसी भी अन्य दस्तावेज के लिए नहीं जाना होगा तो यह एकमात्र अवधि है जिसके लिए उधारकर्ता या खरीदार विक्रेता से क्रेडिट अवधि के बाद विक्रेता को भुगतान करना उचित है तो इसका मतलब है कि क्रेडिट योग्य खरीदार है विक्रेता को कोई समस्या नहीं है लेकिन समस्या खरीदार के लिए है कि खरीदार उधार लेने की लागत और विक्रेता से क्रेडिट जिसके बारे में हम जानेंगे वह है कर का हिस्सा या कर विचार वह क्या है आइए एक उदाहरण की मदद से उस हिस्से को देखें उदाहरण के लिए कहें कि हमारे पास यह जानकारी उपलब्ध है और हमने 3 महीने की क्रेडिट के कारण समस्या है और उस समस्या को किस तरह से उठाया जाता है और कैसे टेक्स् फ़ैक्टर का विस्तार करने में एक समस्या पैदा करता है और यह कैसे फिर से खरीदार के लिए एक समस्या है इसका मतलब यह भी है कि विक्रेता उस अवधि से आगे नहीं बेच पा रहा है उस स्थिति में दोनों पक्षों के लिए एक समस्या होगी तो हम दो लिमिटेशन है हमने पहले ही देखा है सीमांत लागत के मामले में हमने पहले ही देखा है कि यह खरीदार के लिए कैसे समस्या है और इस मामले में हम समझेंगे कि यह विक्रेता के लिए कैसे समस्या है और यह टैक्स फैक्टर पर बेचने की बात करते हैं यहाँ हमें यह देखना होगा कि आज विक्रेता बेच रहा है और वह निश्चित अवधि के बाद धन प्राप्त करने जा रहा है और यह उस समय की अवधि है जब विक्रेता द्वारा क्रेताओं को धनराशि की अनुमति क्रेडिट पर हो विक्रेता को सरकार को बिक्री पर अग्रिम कर का भुगतान करना है तो इसका मतलब है कि भारतीय कॉर्पोरेट कर प्रणाली अग्रिम कर भुगतान प्रणाली है और इसका भुगतान प्रत्येक 3 महीने के बाद त्रैमासिक किया जाता है तो आने वाली तिमाही के लिए करों का भुगतान शुरू में किया जाएगा अगली तिमाही के लिए करों का भुगतान उस तिमाही की शुरुआत में किया जाए भारत में इस तरह से सभी 4 तिमाही के लिए विक्रेताओं द्वारा कर का भुगतान अग्रिम में किया जाता है वर्ष की समाप्ति पर कुल गणना की जाती है कि विक्रेता ने कितनी वास्तविक बिक्री की है विक्रेता द्वारा अग्रिम में कितना कर का भुगतान किया गया है और कितना टैक्स अदा करना था अगर भुगतान किया गया टैक्स कम है तो सरकार को शेष कर का भुगतान करना होगा यदि उसने अधिक कर का भुगतान किया है तो उसे भुगतान किया जाना चाहिए कि उसे कर का रिफंड मिलेगा इसलिए इस अग्रिम कर भुगतान प्रणाली के कारण खरीदारों को ऋण देने में समस्या आती है क्योंकि यहां समस्या यह है कि जब विक्रेता बेच रहा होता है तो उसे बिक्री के समय सरकार को उस एक घटक को भुगतान करना पड़ता है जिसे कर कहा जाता है इसलिए अगर कोई आज खरीदार को बेच रहा है लेकिन उसे इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वे बिक्री 3 महीने या 90 दिनों की क्रेडिट अवधि के लिए हैं इसका मतलब है कि बिक्री की आय 90 दिनों के बाद विक्रेता को वापस मिल जाएगी या 90 वें दिन के आसपास जल्द से जल्द 90 वें दिन उससे पहले नहीं लेकिन बिक्री के समय वह उस भुगतान को कर रहा है जो उत्पादन की लागत है उन्होंने कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को पहले ही भुगतान कर दिया है उन्होंने श्रमिकों को भुगतान पहले ही कर दिया है पहले से ही सभी उपयोगिताओं जैसे कि बिजली पानी और अन्य ओवरहेड को भुगतान कर दिया है इस प्रकार उत्पादन की लागत का भुगतान पहले ही किया जा चुका है दूसरी बात यह है कि अग्रिम कर भुगतान प्रणाली के कारण वह बिक्री के समय अग्रिम कर का भुगतान करने वाला होता है हालांकि बिक्री का भुगतान उसे 3 महीने के बाद जारी किया जाएगा उस मामले में वह उन बिक्री पर भी कर का भुगतान कर रहा है जो उसने अभी तक एकत्र नहीं किया है उन बिक्री को 3 महीने के बाद तिमाही के अंत में एकत्र किया जाएगा लेकिन वह आज कर का भुगतान करने वाला है यदि भारत में इस तरह की प्रणाली हो की यदि विक्रेता को सरकार द्वारा अनुमति दी जाए कि 3 महीने की बिक्री के संग्रह के बाद उसे एकत्र की गई बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए तो कोई समस्या नहीं है विक्रेता खरीदार के लिए क्रेडिट किसी भी अवधि के लिए बढ़ा सकता है यह खरीदार पर निर्भर है कि वह किसी भी असीमित अवधि का आनंद लेता है या नहीं लेकिन अग्रिम कर भुगतान प्रणाली के कारण वह बिक्री के समय उस कर का भुगतान कर रहा है उन बिक्री पर भी जो उसने नकदी में एकत्र नहीं की है इसका मतलब है कि हम क्रेडिट पर बिक्री कर रहे हैं यह माना जाता है कि जब बिक्री की जाती है तो बिक्री हमेशा लाभ पर बनाई जाती है और उस लाभ का हिस्सा सरकार को कर के रूप में चुकाना पड़ता है इसलिए बिक्री की स्थिति में लाभ कमाया जाता है और कर का भुगतान किया जाता है जहां वास्तविक अर्थों में कुछ भी नहीं हुआ है मतलब केवल बिक्री हुई है लेकिन न तो रेवेन्यू आया है न ही लाभ नकदी में अर्जित किया गया है केवल नाममात्र लाभ कुछ भी नहीं और न ही यह नकद में हासिल किया गया है और अगर बिक्री की जाती है तो कोई नकद प्राप्त नहीं होता है नकद में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है लेकिन अगर विक्रेता को नकदी में उस पर कर का भुगतान करना है उसे सरकार को अग्रिम कर जमा करना होगा फिर वह पैसे के वर्तमान मूल्य के कारण है रास्ते में एक समस्या आती है और समस्या कैसे आती है यह हम यहां सीखने जा रहे हैं उस अग्रिम कर भुगतान प्रणाली की समस्या के कारण विक्रेता किसी विशेष अवधि या किसी विशेष तिथि से आगे क्रेडिट का विस्तार नहीं कर सकता है तो इस मामले में हम 4 समय अवधि ले रहे हैं पहले 3 महीने दूसरा 6 महीने तीसरा 9 महीने चौथा 12 महीने सही है आप देखते हैं कि ये हमारे द्वारा लिए गए पर्टिकुलर अवधि 4 विकल्पों में से कोई भी हो फिर क्या होगा बेस प्राइस पर की जा रही है इसलिए लोडिंग फैक्टर अवधि में दोगुना करना पड़ता है दूसरे मामले में यदि विक्रेता द्वारा क्रेता के लिए क्रेडिट फिर से 4 गुना 2 बढ़ जाएगा लेकिन 12 महीनों के लिए इसका मतलब है पूरे वर्ष के लिए वह 24 की दर से ब्याज वसूल रहा है तो इसका मतलब है कि कॉलम की अवधि 12 महीने या एक वर्ष है ठीक है तो यह है कि अंतिम कीमत कैसे तय होने वाली है लेकिन आप देखते हैं कि यह अंतिम कीमत उसके द्वारा प्राप्त होने वाली है पहले मामले में 3 महीने के बाद दूसरे मामले में 6 महीने के बाद तीसरे मामले में 9 महीने के बाद और चौथे मामले में 12 महीने या एक साल के बाद यह राशि आज प्राप्त नहीं होने वाली है यह उस समय की अवधि के बाद प्राप्त होने वाली है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और ये चारों समय अवधि हैं अब इससे घटाएं बिक्री की लागत हम मानते हैं कि बिक्री की लागत 80 है जो इस मामले में 8000 है इसलिए यह सभी 4 मामलों में समान है क्योंकि लागत समान रहेगी हम उत्पादन लागत के बारे में बात कर रहे हैं ब्याज भाग नहीं ब्याज अलग है तो बिक्री के उत्पादन की लागत 8000 8000 8000 और 8000 है शुद्ध लाभ क्या है बिक्री मूल्य 10600 है बिक्री की लागत 8000 है इसलिए पहले मामले में शुद्ध लाभ 2600 है दूसरे मामले में 3200 3800 तीसरे मामले में और चौथे मामले में 4400 अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जो समस्या यहां आ रही है उदाहरण के लिए विक्रेता कॉर्पोरेट टैक्स या आयकर का भुगतान करने के अधीन है उसकी आय पर 45 की दर से कर है यह एक ग्रहण की गई दर है यह कुछ भी हो सकता है वास्तव में यह 30 है लेकिन मान लें कि यह 45 है इसलिए बिक्री की स्थिति में जहां उसे नकद में कुछ भी नहीं मिल रहा है उसने पहले से ही 8000 रुपये का भुगतान किया है जो बिक्री की लागत है सामग्री के संदर्भ में श्रम के संदर्भ में बिजली के संदर्भ में पानी के संदर्भ में और अन्य चीजों के लिए और दूसरों को लगता है कि वह भारत के सरकारी बैंकों को अग्रिम कर भुगतान प्रणाली के लिए भुगतान करने जा रहा है 1170 जो कि उसके लाभ का 45 है उसके द्वारा भुगतान किया जाने वाला है जो उसके द्वारा अग्रिम कर के रूप में सरकारी खजाने में जमा किया जाता है तो कर के बाद कितना लाभ बचा है पहले मामले में यह 1430 है दूसरे मामले में 1760 तीसरे मामले में 2090 और चौथे मामले में 2420 है जो कि कर के बाद लाभ है ठीक है अब बिक्री की स्थिति में देय राशि वह बिक्री की स्थिति पर कितना भुगतान कर रहा है जो उसकी जेब से जा रहा है वह शुरू में 8000 रुपये का भुगतान कर रहा है जो पहले से ही भुगतान किया गया है ठीक है दूसरी बात यह है कि वह इस 1170 का भुगतान 3 महीने की क्रेडिट अवधि के पहले मामले में कर रहा है और यह सरकार को अग्रिम कर के रूप में दिया जा रहा है तो कुल राशि जो उसकी जेब से निकल रही है वह 9170 है वह पहले ही 9170 दे चुका है लेकिन उसे कोई नकद नहीं मिला है अब 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने के बाद वह क्रेडिट शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना करनी है वास्तव में वह कितना प्राप्त कर रहा है जिसकी गणना की जानी है क्योंकि 3 महीने के बाद प्राप्त 10600 10600 नहीं है इसी तरह 6 महीने के बाद 11000 6 महीने के बाद 11200 11200 नहीं है निश्चित रूप से 9 महीने के बाद 11800 एक ही राशि नहीं है और 12 महीने के बाद 12400 समान राशि नहीं है तो हम इसे डिस्काउंट अवधि के अंत में हम डिस्काउंट फैक्टर अवधि के अंत में हमें प्राप्त होने वाली बिक्री आय को गुणा करते हुए हम उन बिक्री का वर्तमान मूल्य प्राप्त कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं ठीक है इसलिए हम वास्तव में कितना प्राप्त कर रहे हैं जब हम 10600 प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वास्तविक मूल्य उस का वर्तमान मूल्य 2 के डिस्काउंट फैक्टर पर है जो कि 9988 है दूसरे मामले में 11200 रुपये के मुकाबले हमें वास्तव में 9946 प्राप्त हुए हैं तीसरे मामले में 11800 के मुकाबले 9874 प्राप्त हुआ और चौथे मामले में 12000 के खिलाफ हमें 9777 प्राप्त हुआ है यह उस राशि का वर्तमान मूल्य है जो हमें प्राप्त हुआ है इसका मतलब है इस मामले में बिक्री की स्थिति में कितनी राशि का भुगतान किया गया था उसने भुगतान किया है 8000 लागत के रूप में और 1170 कर के रूप में और वह वर्तमान मूल्य के रूप में अब कितना प्राप्त कर रहा है 9988 तो 9988 9170 कुल का शुद्ध वर्तमान मूल्य है यह कैश आउटफ्लो 203 हो गया है शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए आवश्यक है कि कोई भी परियोजना कोई भी निवेश प्रस्ताव निवेशक को स्वीकार्य हो यदि उस प्रस्ताव का एनपीवी है 9 महीने के बाद भी उन्हें समस्या नहीं है एनपीवी है लेकिन इसे 10 महीने या 105 महीने या 11 महीने कहा जा सकता है गणना के बाद देखते हैं लेकिन कम से कम 12 महीने नहीं 12 महीने में एनपीवी अवधि बढ़ रही है तो यह समस्या क्यों आई है एनपीवी अवधि के बारे में बात करते हैं तो यहां हम 3 से 12 महीने तक का विस्तार कर रहे हैं जिन महत्वपूर्ण घटकों को हमें यहां प्राप्त करना है वे कुछ लाभ जैसे हैं और बिक्री के बारे में अन्य विचार यह है कि हमें पहले विक्रय मूल्य को वसूल करना है जो कि 10000 है दूसरी बात यह है कि लोडिंग फैक्टर का भुगतान करना है उसे उस पर कर का भुगतान नहीं करना चाहिए लेकिन वह लोडिंग कारक पर कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है इसलिए यह विवाद की हड्डी है एक और पहली समस्या यह है कि दूसरी समस्या भी है पहली समस्या अग्रिम कर भुगतान प्रणाली के कारण है उसे पहले से कर का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बिक्री की स्थिति में कितना भुगतान करना है बिक्री की स्थिति में वह 9170 का भुगतान कर रहा है वह बिक्री की स्थिति में केवल 8000 का भुगतान नहीं कर रहा है अगर प्रणाली उसे अनुमति देती है यदि कर प्रणाली उसे अनुमति देती है तो ठीक है कि आप क्रेडिट अवधि के अंत में आप क्या लाभ कमा रहे हैं आपको कर का भुगतान करना होगा और आप अपनी बिक्री पूरी होने के बाद कर का भुगतान करते हैं तो कोई समस्या नहीं है मैं यह कह सकता हूं कि 12 महीने की अवधि के बाद भी एनपीवी होगा लेकिन इस वजह से कि सरकार को अग्रिम कर का भुगतान करना है वह दो महत्वपूर्ण घटकों को देने जा रहा है वह 8000 रुपये का भुगतान करने जा रहा है जो उसकी बिक्री की लागत है दूसरी बात यह है कि वह उस लाभ पर अग्रिम रूप से कर का भुगतान करने जा रहा है जो कि उसने खुद को उस दिन नकद में प्राप्त नहीं किया है जो कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की समस्याओं के कारण है यदि आप एनपीवी होगा अब देखते हैं कि एनपीवी कैसा होगा हम यहां मानेंगे उदाहरण के लिए 12 महीनों के बाद होने वाली सकल प्राप्ति क्या है यह कितना हो जाएगा यह 12400 है यह वह राशि है जो बनने जा रही है 12400 बिक्री की स्थिति में नहीं लेकिन सकल प्राप्ति 12 महीने के बाद उसे 12400 मिल रहा होगा ठीक है इस मामले में जब हम इस कुल राशि कम कर के बारे में बात करते हैं तो वह कितना कर चुकाने वाला है आयकर हमने पहले ही यहां पर गणना की है प्रति वर्ष आयकर क्या है वह आयकर 1980 है इसलिए इस 1980 में उसे घटा दें उसे खरीदार से अपना 1400 भुगतान करने दें फिर वह कर का भुगतान करेगा जो लाभ पर भुगतान करना है आयकर 1980 है वह यह भुगतान करेगा तो इसका मतलब है कि शुद्ध उपलब्धि क्या है वह कितना प्राप्त कर रहा है अर्थात 10420 उसने 12 महीने के बाद बिक्री की आय प्राप्त करने के बाद कर का भुगतान किया जो 12400 था और उस पर वह उस कर का भुगतान कर रहा है जो कि 1980 है वह लाभ पर भुगतान करने वाला है जिसे वह वैसे भी अर्जित कर रहा है इस कर भाग की गणना के बाद उसे शुद्ध प्राप्ति 10420 है अब आप इसे डिस्काउंट के रूप में कह सकते हैं जो हमें मिला है जो कि 10420 है और यहां बिक्री की लागत क्या है यह 8000 है तो अब एनपीवी हो जाती है अब आप देखें कि समस्या है एक महत्वपूर्ण चीज की वजह से संरचना अधिक समस्याग्रस्त है यह महत्वपूर्ण बात है समस्या तब और बढ़ जाती है जब उसे इस लोडिंग फैक्टर पर भी कर देना होगा और वह भी पहले से इसलिए इस कारण से वह लोडिंग फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और प्रति माह 2 की दर से उसने कितने लोड फैक्टर में से 1080 कर के रूप में सरकार के पास गया है और वह भी अग्रिम में ठीक है इस चेक का भुगतान करने के बाद वह कितना प्राप्त कर रहा है वह 2400 1080 प्राप्त कर रहा है इसलिए उसके पास कितना आ रहा है उसके पास आने वाली राशि 1320 है यह राशि उसके पास आ रही है और अगर आप गणना करते हैं कि यह राशि उसके पास कब आ रही है जब वह बिक्री की स्थिति में इस 1080 का भुगतान कर रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार को वर्तमान मूल्य का कोई नुकसान नहीं है लेकिन यह राशि उसके पास 12 महीने बाद आ रही है उसने पहले ही इसमें से 1080 का भुगतान कर दिया है 12 महीने पहले सरकार को कर के रूप में तो वास्तव में वह इस से प्राप्त कर रहा है वह राशि पहले ही चली गई है इसका मतलब है कि वह वास्तव में 1320 प्राप्त कर रहा है और अब आप वर्तमान मूल्य की गणना करते हैं 1320 को 078 से गुणा किया जाता है यहां एक कारक 07885 है इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह 1040 के रूप में निकलता है इस अवसर लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या है अवसर लागत का एनपीवी रुपये 40 है तो यह इस विशेष समस्या के कारण है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य नेगेटिव अवधि में और हमने पहले से ही इस गणना में देखा है कि अगर उसे 12 महीने के बाद बिक्री की वसूली के बाद कर का भुगतान करने की अनुमति है फिर 12 महीने के बाद शायद 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने के लिए 12 महीने की अवधि के बाद भी एनपीवी अवधि कितनी होनी चाहिए इससे कैसे काम किया जाए और इसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा होगी बहुत बहुत धन्यवाद English Word